ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन I पार्ट 6 सभी को नमस्कार l इंजीनियरिंग ड्राइंग और कंप्यूटर ग्राफिक्स पर हमारे ऑनलाइन प्रमाणित पाठ्यक्रम में आपका स्वागत है

तो हम इसे नीचे करते हैं

यह वह बिंदु है क्योंकि यदि हम मध्य बिंदु बनाते हुए इस रेखा को खींच सकते हैं और वह बिंदु जिसके माध्यम से यह पहले गुजर रहा है तो किसी को इस बिंदु पर एक लंबवत द्विभाजक को बनाना पड़ता है l यहां कुछ उन बिंदुओं से जोड़ते हैं l इसलिए यह लंबवत द्विभाजक हैं और याद रखें की इस वृत्त से स्पर्शरेखा को खींचना है l इसलिए यह इस बिंदु को माना जाता है l तो इस तरीके से हम स्पर्श रेखा बनाते हैं और यह फ्रंट व्यू है l अब तुरंत अगर हम इन लाइनों को प्रोजेक्ट कर रहे हैंइस दिशा में इसी प्रकार से इस दिशा में यदि हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो दूसरे व्यूज भी बन जाएंगे l इसलिए अन्य अवलोकन बनाने के संदर्भ में कृपया इस समस्या का अभ्यास करें और नीचे वाले को भी l तो इसे अब फ्रंट व्यू के रूप में नाम दें l आपका बहुत बहुत धन्यवाद l